पिछली क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस क्लास में भी हम उसे जारी रखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज देखेंगे लाप्लास ट्रांसफार्म की आइए देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हमने पिछली क्लास में लिनियेरिटी के बारे में पढ़ा था और देखा था कि अगर f1 और f2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म F1 और F2 है तो उसका लीनियर कांबिनेशन कुछ इस प्रकार होगा तो अगर आप इस लीनियर कंबीनेशन का लाप्लास ट्रांसफार्म निकालते हैं तो आपको मिलेगा इसी तरह अगली प्रॉपर्टी थी इसकेलिंग जहां लाप्लास ट्रांसफार्म f का होगा अब अगर टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो अगर आप का सिग्नल कुछ समय "a" से शिफ्ट हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफार्म होगा तो यह तीनों प्रॉपर्टी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आइए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है का तो होगा इसलिए आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के केस में आपको मिल जाएगा अगर आप s को sa से बदल दें f के लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं तो इस प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कहते हैं आइए एक उदाहरण लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और होता है अब अगर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग करें और उसकी मदद से डैंप sinusoids जैसे डैंप साइन और डैंप कोसाइन जिसका मतलब होगा कि और को हम से गुड़ा कर रहे हैं तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेंगे सिर्फ s को sa से बदलकर जो ऐसा दिखेगा आइए हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी टाइम डिफरेंटशिएशन के बारे में अगर लाप्लास ट्रांसफार्म हैं f का तो हमें इसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफार्म निकालना है जोकि है इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफार्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे जैसे अब कैसे आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का प्रयोग करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे इंटीग्रेशन को हल करने के लिए इसलिए मान लीजिए कि u e−stdu −se−st और dv dfdt dt df v f है इसलिए होगा तो इसी तरह आप f का सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं तो आपको मिलेगा अगर आप इसे इसी तरह आगे बढ़ाएं तो आप एक जनरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म f के nth डेरिवेटिव का निकाल सकते हैं जिसे आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर और ऐसे ही n 1 तक डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर होती है और इसे ही जेनेरिक एक्सप्रेशन कहते हैं का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आइए अब बात करते हैं टाइम इंटीग्रेशन के बारे में मान लीजिए कि F लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f का तो इसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफार्म होगा अब इसे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से इंटीग्रेट करते हैं मान लीजिए तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे तो आपको मिलेगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो दाहिनी तरफ जो पहला टर्म है अगर उसमें t ∞ रखें तो e−s∞ के चलते पहला टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर t0 रखें तो होने के कारण यह पहला टर्म 0 हो जाएगा इसलिए इस एक्सप्रेशन का पहला टर्म 0 होगा तो अब हमारे पास बचा है आइए अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन के बारे में बात करते हैं मान लीजिए कि F लाप्लास ट्रांसफार्म हैं f का तो होगा अब इसका डेरिवेटिव लीजिए s के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा अगर इसे और जेनेरिक तरीके से लिखना है तो हम लिख सकते हैं यह एक्सप्रेशन आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है अब बात करते हैं टाइम पीरीऑडीसिटी के बारे में मान लीजिए कि फंक्शन f एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड "t" है जैसा इस चित्र में दिख रहा है तो इस फंक्शन को हम टाइम शिफ्टेड फंक्शन के जोड़ से दिखा सकते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने इस पीरियाडिक फंक्शन को 3 भाग में बांटा है

तो पहला है जिसका पीरियड 0 से t है और दूसरा है जिसका पीरियड t से 2t तक है और तीसरे का पीरियड 2t से 3t तक है अब अगर आप इसे इकट्ठा करें तो लिख सकते हैं आप ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन को स्टेप फंक्शन की मदद से लिख सकते हैं जैसे अब अगर आपको पीरियाडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे की फंक्शन f1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म F1 होगा फिर आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और दूसरे टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे जोकि होगा और तीसरे टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा और इसी तरह करते जाएंगे तो आखिरकार आपको एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आप इस सीरीज को देखें तो आप जानते हैं कि अगर x 1 है तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप लिख सकते हैं तो आपको इससे क्या मिला आप यह देख सकते हैं कि F1 लाप्लास ट्रांसफार्म है f1 का जिसका मतलब है कि यह ऐसे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफार्म है जो सिर्फ फर्स्ट पीरियड में डिफाइंड है तो अगर हमें F निकालना है जोकि पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफार्म है तो हमें F1 को 1 − e−T s से डिवाइड करना होगा तब हमें पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफार्म मिलेगा अब हम दो और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम हैं यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालने के लिए जिसका मतलब है कि यह हमारी मदद करेंगे f और f निकालने के लिए और हम यह वैल्यू सीधे f के लाप्लास ट्रांसफॉर्म F से निकाल सकते हैं तो हमें कैसे मिलेगा आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कि हमने लाप्लास ट्रांसफार्म के डिफरेंटशिएशन प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है तो हम लिख सकते हैं जोकि कुछ और नहीं बल्कि होगा अब अगर s →∞ है तो यह इंटीग्रैंड की वैल्यू 0 हो जाएगी एक्स्पोनेंशियल डैंपिंग फैक्टर के कारण इसलिए अगर आप s →∞ रखेंगे तो आपको मिलेगा तो एक्सप्रेशन के दाहिने तरफ का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जब यह 0 होगा तो आप लिख सकते हैं अथवा आप लिख सकते हैं

इस प्रॉपर्टी को इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहा जाता है अब फाइनल वैल्यू थ्योरम के केस में हम उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे अब अगर s → 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यह होगा फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पर माइनस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर अब क्योंकि यहां दोनों तरफ f है इसलिए या कैंसिल हो जाएगा तो आखिरकार आपको मिलेगा तो अगर आप दोनों की तुलना करें तो पाएंगे कि जब होगा तब फंक्शन sF की वैल्यू आपको इनिशियल वैल्यू देती है और जब होगा तब फंक्शन sF की वैल्यू आपको फाइनल वैल्यू देती है आप इसे आसानी से याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जब होगा तब फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पर मिलेगी और जब होगा तब फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पर मिलेगी इसलिए यह दोनों थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है परंतु फाइनल वैल्यू थ्योरम की अपनी कुछ लिमिटेशन है जैसे फाइनल वैल्यू थ्योरम तभी मान्य होगा जब F के सारे पोल्स s प्लेन के बाएं तरफ होंगे पोल्स से आप क्या समझते हैं आइए इस फंक्शन के माध्यम से देखें इस इक्वेशन के डिनॉमिनेटर को लीजिए और 0 के बराबर रखकर रूट्स निकाल लीजिए और क्योंकि यह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है आपको s के 2 वैल्यू मिलेंगे यह दोनों रूट्स कुछ और नहीं बल्कि F के पोल्स होंगे और आपको ध्यान देना होगा कि इनकी रूट्स के रियल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं अगर पोल्स के रियल पार्ट नेगेटिव हैं तभी आप इस फंक्शन F पर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं परंतु यहां एक एक्सेप्शन भी है जब फंक्शन के पोल ओरिजिन यानी 0 पर हो इसका यह मतलब है कि फंक्शन में एक 1s कंपोनेंट हो तो यही एक एक्सेप्शन है फाइनल वैल्यू थ्योरम में इसलिए आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपसे किसी फंक्शन का फाइनल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए आइए अब एक उदाहरण लेते हैं तो अगर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पर होगी यह आप समझ सकते हैं क्योंकि आप फंक्शन f को देखें तो यह एक एक्स्पोनेंशियल घटता हुआ फंक्शन है इसलिए इसका फाइनल वैल्यू 0 ही होगा आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं अब इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करिए तो आपको मिलेगा परंतु यह गलत है क्योंकि फंक्शन f एक साइन फंक्शन है जो असीलेट करता रहेगा 1 से 1 के बीच में और इसकी लिमिट नहीं हो सकती इसलिए फाइनल वैल्यू थ्योरम को इस केस में नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि अगर आप इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के पोल निकालेंगे तो आपको पोल्स मिलेंगे s ±j जोकि s प्लेन के दाहिने तरफ नहीं है और इन दोनों पोल्स के रियल वैल्यू भी नहीं है इसका यह मतलब है कि इस केस में आप फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहां आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं और कहां आप फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते हैं अब आप इसका यह सारांश निकाल सकते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम का प्रयोग आप साइनोंसाइडल फंक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि यह फंक्शन आशीलेट करते रहते हैं और इनकी कोई फाइनल वैल्यू नहीं होती अब जैसा आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम एक आपस में रिलेशन बनाती हैं ओरिजिन और इंफिनिटी में टाइम डोमेन और साथ ही साथ s डोमिन में भी यह दोनों एक महत्वपूर्ण थ्योरम हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मर में आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसे अच्छे से समझ सके एक फंक्शन f लीजिए जो कि यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप और एक्स्पोनेंशियल फंक्शन से मिलकर बना है जिसे हल करने के लिए हम लिनियेरिटी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे और फंक्शन f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आइए हम लिनियेरिटी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं लिनियेरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से यह होगा अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जैसे फंक्शन f t2sin 2t u तो जैसा आपको पता है कि अब आपको क्या करना है अब हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंटशिएशन प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास t के स्क्वायर क का टर्म है इसलिए हमें इसे दो बार डिफरेंटशिएट करना होगा जैसे और हमें मिलेगा अगला अब हमें अगर कोई गेट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मर निकालने को कहें तो हम कैसे करेंगे तो जैसा हम देख रहे हैं कि यह एक गेट फंक्शन है जो 2 से प्रारंभ हो रहा है और 3 पर खत्म हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन दो यूनिट फंक्शन से मिलकर बना है जिसे हम लिख सकते हैं g 10ut − 2 − ut − 3 अब आप सीधे डिले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ले अब फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मर होगा तो इसी के साथ हम अपना यह लेक्चर खत्म करते हैं जहां हमने लाप्लास की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और अगले लेक्चर में हम इन्वर्स लाप्लास निकालना सीखेंगे धन्यवाद